नमस्कार और सिक्योर सिस्टम इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम में इस प्रदर्शन का स्वागत है पिछले डेमो में हमने देखा कि हम एक बफर को ओवरफ्लो करते हैं और हम एक पेलोड को निष्पादित करने में सक्षम थे और हमने वास्तव में एक शेल बनाया था और हमने जो उल्लेख किया है वह यह है कि यदि कोई हमलावर इस तरह के शेल को बनाता है जो एक विशेष एप्लिकेशन को उप बाध्य करने के लिए मजबूर करता है इसके निष्पादन से हमलावर उस शेल से जो कुछ भी संभव है उसे चलाने में सक्षम होगा इसलिए हमने जो दूसरे वीडियो देखे हैं उनमें हमने देखा है कि कई काउंटरमेसर हैं जो मानक प्रणालियों में लागू किए गए हैं तो वास्तव में हमने तीन अलग अलग काउंटरस्मैश को देखा था एक है NX बिट या WX या X बिट जो सभी इंटेल एएमडी प्रोसेसर में मौजूद है और साथ ही साथ कई माइक्रोकंट्रोलर भी इसलिए हमने जो देखा है वह यह है कि यह सुनिश्चित करेगा कि स्मृति में एक पृष्ठ या तो निष्पादन योग्य है या लेखन योग्य है इसलिए इस स्टैक में उदाहरण यह सुनिश्चित करेगा कि आप स्टैक से कोड निष्पादित नहीं कर सकते और अन्य प्रतिवाद जो आधुनिक दिनों के कुछ संकलक द्वारा कार्यान्वित किया जाता है कैनरी का उपयोग कर रहा है प्रत्येक स्टैक फ्रेम में मौजूद कैनरी का पता चलता है कि एक बफर ओवरफ्लो कर रहा है और उस स्टैक फ्रेम को पार कर रहा है और यह फ़ंक्शन रिटर्न के दौरान पकड़ा जाएगा और निष्पादन की तोड़फोड़ को रोका जाता है तीसरी चीज़ जो हमने देखी वह थी एड्रेस स्पेस लेआउट रेंडमाइजेशन या एएसएलआर इस प्रतिवाद के साथ क्या संभव था कि एक कार्यक्रम के भीतर विभिन्न मॉड्यूल के स्थानों को प्रत्येक रन पर यादृच्छिक किया जाता है इसलिए हमलावर यह निर्दिष्ट नहीं कर पाएगा कि तोड़फोड़ कहां होनी चाहिए और किस स्थान पर वापसी मौजूद होनी चाहिए दूसरे शब्दों में हमलावर को वास्तव में उस पते की पहचान करना मुश्किल होगा जिस पर पेलोड मौजूद होगा इसलिए इन तीन प्रतिरूपों को प्रदर्शित करने के लिए हम पिछले उदाहरण को देखते हैं जो हमने बफर अतिप्रवाह के लिए लिया था तो हम क्या करते हैं कि हम उसी उदाहरण को लेते हैं जैसा कि हमने पिछले वीडियो में किया है जो testcodec है जिसमें ये दोनों कार्य शामिल हैं और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हम इस स्थानीय बफर को ओवरफ्लो करते हैं और इसमें भेद्यता का उपयोग करते हैं स्ट्रिंग कॉपी एक पेलोड को मजबूर करता है जो निष्पादित करने के लिए शेल का निर्माण करेगा इसलिए हम इस कार्य का एक उदाहरण फिर से देखेंगे इसलिए हम पहले इसे इस प्रकार बनाते हैं ठीक है और फिर हम इस तर्क का उपयोग करके इस कोड को चला सकते हैं इसलिए हम यहां से गुजर रहे हैं फाइल E3 है जिसमें पेलोड शामिल है जिसमें शेल कोड है जिसे हम निष्पादित करना चाहते हैं और जब हम इसे चलाते हैं तो हम देखते हैं कि यह सफलतापूर्वक शेल बनाता है इसलिए यह कार्यक्रम चल रहा है क्योंकि हमने सभी काउंटरमेशर्स को निष्क्रिय कर दिया है इसलिए हमने ASLR को निष्क्रिय कर दिया है हमारे पास अक्षम कैनरी हैं साथ ही हमने स्टैक सुरक्षा को अक्षम कर दिया है इसलिए हम यह करेंगे कि हम इनमें से प्रत्येक को एक एक करके सक्षम करेंगे और फिर हम देखेंगे कि इस शेल कोड को कैसे रोका जाता है इसलिए सबसे पहली चीज जो हम देखेंगे वह है कैनरी अब कैनरी को डिफ़ॉल्ट रूप से कंपाइलर द्वारा जोड़ा जाता है और हमने पहले जो किया है वह यह था कि हमने इस कंपाइलर पैरामीटर fno stack protector को निर्दिष्ट किया है जो वास्तव में कैनरी को अक्षम कर देगा अब मान लीजिए कि हम कैनरी को सक्षम करते हैं कि क्या होगा इसलिए fno stack रक्षक के बजाय हम इसे f stack protector में परिवर्तित करते हैं जो कि कैनरी प्रत्येक फ़ंक्शन में मौजूद होता है इसलिए हम फिर से कोड संकलित करेंगे ध्यान दें कि यह अब इस तरह संकलित किया गया है कि कैनरी फ़ंक्शंस में मौजूद होगा तो अब अगर आप समान पेलोड देते हुए एक ही निष्पादन योग्य चलाते हैं तो हम जो प्राप्त करते हैं वह स्टैक मशीन का पता लगा लेता है तो यहां क्या हुआ है स्टैक के कारण बफर ओवरफ्लो में प्रत्येक फ़ंक्शन में कैनरी के अतिरिक्त होने के कारण इन कैनरी द्वारा पता लगाया गया और पकड़ा गया है और इसलिए वास्तव में होने से पहले प्रोग्राम स्टैक स्मैक डिटेक्शन के साथ समाप्त हो जाता है तो आइए हम चीजों को वापस लाने और अगले पहलू को देखने के लिए अक्षम कैनेरी को फिर से जोड़ दें तो अगली चीज जो हम देखेंगे वह WX या X बिट है अब डिफ़ॉल्ट रूप से WX या X बिट को हर लिनक्स सिस्टम में सक्षम किया जाता है और हमने पहले जो किया है वह इस z एक्स्ट्रास्टैक के साथ इस WX या X सेटिंग को अक्षम करना था इसलिए यदि मैं इस विशेष कमांड लाइन पैरामीटर को हटाता हूं तो प्रोग्राम को पहले की तरह संकलित करें और प्रोग्राम को निष्पादित करें ऐसा क्या होता है कि निष्पादन को अलग करने और पेलोड बनाने के बजाय हमें एक विभाजन दोष मिलता है इसका कारण यह है कि यह पेलोड सफलतापूर्वक बफर को ओवरफ्लो करेगा और यह रिटर्न एड्रेस को ओवरफ्लो करेगा और रिटर्न एड्रेस को संशोधित करेगा और फ़ंक्शन की वापसी पर यह स्टैक से कोड निष्पादित करने का प्रयास करेगा अब चूंकि डिफ़ॉल्ट रूप से यह विशेष कार्य गैर निष्पादन योग्य के रूप में होगा इसलिए प्रोसेसर इसे एक अवैध निष्पादन के रूप में पता लगाता है और कार्यक्रम को गिरता है और इसलिए कार्यक्रम समाप्त हो जाता है तो हम इसे वापस लाते हैं और हम यह सुनिश्चित करने के लिए इस कमांड लाइन पैरामीटर को फिर से रखेंगे कि स्टैक निष्पादन योग्य हो जाए और हम स्टैक से पेलोड को चलाने में सक्षम हों और इसलिए हम अनिवार्य रूप से न केवल कैनरी को अक्षम कर रहे हैं बल्कि निष्पादन के लिए चेक को अक्षम भी कर रहे हैं ढेर से हम इस कोड को फिर से चलाते हैं और हम देखते हैं कि हम दो काउंटरमैरेस अक्षम होने के कारण स्टैक प्राप्त करते हैं तो अब हम अंतिम प्रतिसाद को देखते हैं जो कि एएसएलआर है अब लिनक्स सिस्टम पर एएसएलआर का दर्जा इस विशेष फ़ाइल randomize va space से प्राप्त किया जा सकता है जो इस निर्देशिका में मौजूद proc sys कर्नेल randomize va space है इस फ़ाइल में 0 का मान बताता है कि एएसएलआर इस सिस्टम पर अक्षम है इस विशेष प्रणाली पर एएसएलआर को अस्थायी रूप से सक्षम करने के लिए हमें जो करने की आवश्यकता है वह इस फ़ाइल की सामग्री को 1 2 या 3 में बदल सकता है तो हम कहते हैं कि हम वास्तव में इस मान को 3 में बदल देते हैं हम sudo को निर्दिष्ट करके ऐसा कर सकते हैं क्योंकि फ़ाइल को बदलने के लिए sudo sudo sh c echo 3 की आवश्यकता होती है जो आउटपुट को proc sys kernel randomize va space में पुनर्निर्देशित करता है तो इस तरह से हमने randomize va space का मान 0 से 3 में बदल दिया है इसलिए हम यह सत्यापित कर सकते हैं कि यह वास्तव में उस विशेष फ़ाइल की सामग्री को प्रिंट करके बदल गया है इसलिए अब हमने यहां क्या किया है क्या हमने एएसएलआर को सक्षम किया है इसलिए इस सक्षमता के साथ यह देखें कि क्या प्रोग्राम अभी भी काम करता है इसलिए हम उसी कार्यक्रम को चलाएंगे और हम देखेंगे कि इसने हमले को सफलतापूर्वक रोका है इसलिए क्योंकि एएसएलआर सक्षम है इसलिए हमें एक विभाजन दोष मिलता है इसका कारण यह है कि जिस वापसी पते को हमने 0xffffcf70 स्थान पर अधिलेखित कर दिया है वह अब स्टैक नहीं होगा रैंडमाइजेशन यह सुनिश्चित करेगा कि स्टैक का स्थान हर निष्पादन के साथ बदल जाएगा और इससे हमले को रोका जा सकेगा